सभी को नमस्कार पिछली कक्षा में हमने स्टेट न्यूनीकरण पर चर्चा के साथ समाप्त किया और हमने एक विधि रो एलिमिनेशन विधि कहलाती है को देखा आज की कक्षा में हम दो और विधियां देखेंगे एक इंप्लीकेशन टेबल आधारित विधि कहलाती है दूसरी विभाजन विधि कहलाती है तो पिछली कक्षा में हमने मीली मॉडल पर चर्चा की थी हम उसी समस्या विवरण के साथ आगे बढ़ेंगे और बाद में हम एक मूर मॉडल पर आधारित स्टेट न्यूनीकरण की समस्या देखेंगे और हम इन दोनों के बीच के अंतर पर विचार करेंगे तो इंप्लीकेशन टेबल आधारित विधि में हमारे पास एक विशेष सारणी जिसे इंप्लीकेशन टेबल कहा जाता है इस तरह से बनी होती है ठीक है तो यह विशेष टेबल आप देख सकते हैं एक तरफ a b c d e है ठीक है तो हम इसी समस्या के साथ आगे बढ़ रहे हैं समस्या जो हमने देखी थी और हमने रो एलिमिनेशन विधि उपयोग की थी उसी समस्या के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं यहां 6 स्टेट्स है a b c d e और दूसरी तरफ b c d e f तो यहां एक गायब है a गायब है दूसरा f यहां गायब है ठीक और किसी अर्थ में यह एक मैट्रिक्स का निचला विकर्ण है जिसमें रो और कॉलम स्टेट को प्रदर्शित करते हैं यहां क्या हो रहा है यदि आप देख सकते हैं तो मूल रूप से a b c d e और f ठीक है a b c d e f और इसी प्रकार इस तरह एक a b c d e f a b c d e f तो यह विकर्ण है ठीक है हम केवल इस विपरीत विकर्ण इन तत्वों पर विचार कर रहे हैं क्यों क्योंकि यह इस इंप्लीकेशन टेबल के अंदर ये क्रॉस बिंदु हैं ये क्रॉस बिंदु हैं तो इन क्रॉस बिंदुओं में हम विचार करेंगे हम 2 स्टेट के बीच में तुल्यता की जांच करेंगे ठीक अब a और a पहले से ही तुल्य हैं हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है b और b पहले से ही तुल्य हैं हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है तो वह विकर्ण के तत्व है और ऊपरी विकर्ण की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हम यहां पर a और b की जांच कर रहे हैं यदि यह तुल्य है तब चाहे आप b और a की जांच करें इस ऊपरी विकर्ण के द्वारा यह तत्व सभी समान हैं है ना यदि यह तुल्य नहीं है उसके द्वारा भी यह तुल्य नहीं होंगे क्या यह ठीक है तो यहां पर a b c d e और यहां पर b c d e f क्योंकि विकर्ण तत्व ये पहले से ही एक दूसरे के तुल्य हैं वह सामान स्टेट हैं और ऊपरी विकर्ण और निचला विकर्ण समान महत्व रखते हैं समान सूचना रखते हैं तो हमें उनकी आवश्यकता नहीं है इसीलिए यह कुछ इस तरह दिखता है ठीक है क्यों यह ऐसा दिखता है तो यह कारण है ठीक हम आगे क्या करें अब हर क्रॉस बिंदु पर हम तुल्यता के लिए शर्त लिखेंगे तो पहले हम स्टेट की पहचान करते हैं पहले हम उन स्टेट की पहचान करते हैं जो तुल्य नहीं हो सकते है क्योंकि उनके आउटपुट समकक्ष नहीं है ठीक है हम तुल्यता संबंध जानते हैं ठीक तो आउटपुट समकक्ष नहीं है आप देख सकते हैं कि यह आउटपुट है अगली स्टेट वाला भाग हम बाद में लेंगे पहले हम आउटपुट को देख रहे हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 तो d और f d और f इनके आउटपुट 0 1 हैं और बाकी मामले 0 0 हैं तो d और a ये कहां मिल रहे हैं यह क्रॉस बिंदु है क्योंकि आउटपुट अलग अलग हैं ये समकक्ष नहीं हो सकते हैं तो d और a आप उस आउटपुट को क्रॉस कर रहे हैं यह समकक्ष नहीं हो सकते हैं इसी प्रकार d और b समकक्ष नहीं हो सकते हैं क्योंकि आउटपुट मेल नहीं खा रहे हैं इसी प्रकार d और c समकक्ष नहीं हो सकते हैं ठीक d और c समकक्ष नहीं हो सकते हैं क्या यह ठीक है a और f के बारे में क्या f दूसरा है जहां आउटपुट 0 1 है तो a और f समकक्ष नहीं हो सकते हैं f और b समकक्ष नहीं हो सकते हैं f और c समकक्ष नहीं हो सकते हैं ठीक f और e समकक्ष नहीं हो सकते हैं f और e भी क्योंकि आउटपुट अलग अलग है और d और e ये भी समकक्ष नहीं हो सकते हैं d और e क्योंकि आउटपुट तुल्य हैं आउटपुट अलग अलग हैं क्या यह ठीक है तो यह पहली चीज है जो हम पाएंगे और ध्यान देंगे ठीक है आगे हम देख रहे हैं एक बार यह हो जाए बची हुई जगहों के लिए हम देखते हैं तुल्यता के लिए आवश्यक शर्त क्या है ठीक है उदाहरण के लिए यह a और b के लिए क्रॉस बिंदु है इसलिए a और b समकक्ष होंगे आउटपुट मेल खा रहे हैं तो हमें आउटपुट से कोई समस्या नहीं है अब हम केवल अगली स्टेट के बारे में परेशान हैं ठीक है तो a और b समकक्ष हैं यदि यह है हम तुलना कर रहे हैं तो x 0 के बराबर है यह a पर जा रहा है यह c पर जा रहा है यदि a और c समकक्ष हैं ठीक और b और d समकक्ष हैं तब a और b समकक्ष माने जा सकते हैं क्या यह ठीक है ठीक इसी प्रकार a और c जब आप a और c की तुलना करते हैं तो यानी आप a और c की तुलना कर रहे हैं तो a और e तथा b और f यदि ये समकक्ष हैं ठीक a और c समकक्ष होंगे a और e तो आप a और e को देख रहे हैं a c और b d यदि ये समकक्ष हैं a c और b d यदि a c के समकक्ष है और b d के समकक्ष है तब a और e समकक्ष हो सकते हैं ठीक तो उसी प्रकार b c यह समकक्ष होंगे c और e समकक्ष है c और e समकक्ष है और d और f समकक्ष है ठीक b d समकक्ष नहीं हो सकते हैं हमने पहले ही इसे क्रॉस कर दिया है ठीक है अब b और e के बारे में क्या b और e इस क्रॉस बिंदु पर हम b और e की जांच करते हैं तो आप देखते हैं कि यह c और c है c और c तुल्य हैं तो पहली शर्त है सही का निशान लगाना क्योंकि यह पहले से ही समकक्ष है X 1 के बराबर है के लिए अगले के बारे में क्या तो हम देखते हैं कि d और d यह d और d है ठीक तो ये भी समकक्ष है पहले ही हम समकक्ष बनाए हैं ठीक है इसलिए हम इन दोनों पर सही का निशान लगाते हैं कि अगली स्टेट के लिए शर्त तुल्यता पहले ही स्थापित है अब c और e के लिए c और e हम क्या देखते हैं e और c यानी c और e समकक्ष होंगे और f और d f और d समकक्ष होने आवश्यक है ठीक है तो पहली चीज पिछली कक्षा से चर्चा जो हमने की थी पुनरुक्ति और सभी हम देखते हैं कि यह निहित है और d और f समकक्ष होने आवश्यक है और दूसरे मामले के लिए क्या d और f d और f यह समकक्ष होंगे यदि b और b समकक्ष है और a और a समकक्ष है जो यहां है मेरा मतलब निश्चित ही यह स्थिति है इसलिए हमने सही का निशान लगाया है इसका मतलब स्टेट ट्रांजिशन आरेख या सारणी जो हमारे पास है से दोनों पहले ही समकक्ष है क्या यह ठीक है अतः पहले दो चरणों में यह हमें प्राप्त हुआ है ठीक पहला चरण आउटपुट के साथ हम तुल्यता की जांच कर रहे हैं दूसरा हम लिख रहे हैं और कुछ मामलों में हम सही का निशान लगाने के काबिल है क्योंकि तुल्यता पहले से ही वहां है ठीक है अगला आप कह सकते हैं हम दूसरे अगले पास पर जाते हैं आप जानते हैं यह पुनरावृति विधि है क्योंकि पहले पास 1 पास 2 फिर पास 3 था तो इसमें हम क्या कर रहे हैं

तो उसके बाद हम आगे क्या करें अब हम सबसे दाहिने वाले कॉलम से चलते हुए अंतिम तुल्य संबंध को देखते हैं ठीक है तो e वहां से हम यह स्टेट e प्राप्त करते हैं जिसकी आवश्यकता है d से हम पाते हैं कि d और f तुल्य हैं इसलिए हम इन्हें एक ब्लॉक के अंदर एक विशेष विभाजन में रख सकते हैं ठीक है फिर यहां हम देख सकते हैं कि c और e समकक्ष है यदि c और e समकक्ष हैयानी पुनरुक्ति से जो हम जानते हैं कि हम एक तुल्यता संबंध स्थापित कर सकते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य स्टेट की संख्या को कम से कम करना है इसलिए हम लिख सकते हैं हम इसे सम्मिलित कर सकते हैं तो e df c अब e और c इन्हें हम एक ब्लॉक में रख सकते हैं ठीक यह दो अलग स्टेट नहीं है अतः हम इस तरह एक तुल्य विभाजन कर सकते हैं फिर हम b पर आते हैं हम यहां क्या देखते हैं कि b और e समकक्ष है तथा b और c समकक्ष है इसलिए b c e समकक्ष है ठीक तो यही यहां लिखा गया है क्या यह ठीक है मुझसे यहां एक चरण छूट गया है तो यहां d हम देख सकते हैं कि d और f समकक्ष है यह छूट गया है इसलिए हम इसे भी सम्मिलित कर लेते हैं तो e फिर df फिर ce यहां पर आ रहा है तो यहां हम प्राप्त कर रहे हैं कि d और f समकक्ष है ठीक तो df ce और bc df ce और bc अतः df bce यह हम यहां पर प्राप्त करते हैं और अंत में जब आप इस पर आते हैं तब हम देखते हैं कि इसमें कोई तुल्यता नहीं है यानी यह इस कॉलम के साथ है ठीक है तो a यहां है a की आवश्यकता है इसलिए a df और bce तो यह अंतिम विभाजन है जो हमें प्राप्त होता है क्या यह ठीक है समान चीज हमें रो एलिमिनेशन विधि द्वारा भी प्राप्त हुई थी यही होना चाहिए यदि यह अंतिम न्यूनीकरण तक पहुंच रहा है और फिर यही आप यहां पर देखते हैं P आगे हम दूसरी विधि विभाजन विधि कहलाती है देखेंगे तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था कि शुरू में इन सभी को अलग अलग माना गया है और हमने इन्हें समूह बनाने की कोशिश की ठीक है हमने उन्हें तुल्यता और सभी के आधार पर पूल करने की कोशिश की तो समूह बनाया गया है जैसे बड़े समूह बनाए गए हैं तो विभाजन विधि में यह बिल्कुल विपरीत कर रहा है तो प्रारंभ में इन्हें माना जाता है कि यह सभी एक समूह एक ब्लॉक के सदस्य हैं और फिर हम इसकी जांच करते रहते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है जो उन्हें अलग करती है जो उन्हें अलग करती है और फिर हम विभाजन करते हैं और फिर हम इस विभाजन को संभव सीमा तक करते हैं और उसके बाद जब कोई और विभाजन संभव नहीं होता है तो हम प्रक्रिया रोक देते हैं क्या यह ठीक है तो हम समान उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं ठीक यह उदाहरण है जो हमने पहले लिया था ठीक है रो एलिमिनेशन और इंप्लीकेशन टेबल विधि में समान उदाहरण तो यहां जब हम विभाजन कर रहे हैं हमारे पास इस तरह की एक सारणी है यहां विभाजन को ऐसे दर्शाया गया है P नॉट P0 P1 P2 P3 P4 इत्यादि और आउटपुट या अगली स्टेट उस पर आधारित इन ब्लॉक को परिभाषित किया गया है उसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो शुरू में हम मानते हैं कोई विभाजन नहीं है P0 इन सभी को एक साथ रखते हैं a b c d e f इन सभी स्टेट छह स्टेट को एक ब्लॉक में एक साथ रखते हैं क्या यह ठीक है पहली चीज जो हम देखते हैं वह है कि आउटपुट के लिए आउटपुट X 0 के बराबर है और X 1 के बराबर है के लिए क्षमा इनपुट X 0 के बराबर है और X 1 के बराबर है के लिए आउटपुट क्या है ठीक है जिस प्रकार हमने इंप्लीकेशन टेबल और सभी के लिए इसे पहले देखा था वही चीज हम यहां कर रहे हैं ठीक है लेकिन एक अलग रूप में प्रस्तुतीकरण अलग है तो X के लिए इनपुट X 0 के बराबर और X 1 के बराबर के लिए आउटपुट हम लिख रहे हैं तो आउटपुट यहां हर मामले के लिए 0 है और d और f के लिए आउटपुट 1 है तो d और f क्या यह ठीक है आप देख सकते हैं उस पर आधारित जहां आउटपुट समान है उन्हें एक ब्लॉक में रखा जाता है और तदनुसार आउटपुट में अंतर के आधार पर एक विभाजन बनाया जाता है तो यहां ब्लॉक क्या होंगे a b c e यह एक विशेष ब्लॉक होगा और d और f क्योंकि 01 01 यह वहां है आउटपुट समान है इसलिए ये एक ब्लॉक होंगे तो एक विभाजन बनाया जाएगा क्या यह ठीक है यह भाग समझ में आया

हम एक विभाजन करते हैं क्योंकि a b c e से अलग है इस संदर्भ में कि यह विशेष b समान ब्लॉक में यानी दूसरे ब्लॉक में नहीं है जैसे b c e है यह स्टेट जहां यह d f d है ठीक है तो हम क्या करें हम एक विभाजन करते हैं a b c e और d f और संबंधित a b c d e f c d b a b a ठीक तो यह संबंधित आउटपुट हैं माफी संबंधित अगली स्टेट हैं अब हम आगे जांच करते हैं कि अब क्योंकि एक नया विभाजन बनाया गया है क्या स्थिति बदलती है तो a यह a और b है तो a केवल अकेला सदस्य है यहां विभाजन जैसा कुछ संभव नहीं है इसलिए b c e हम क्या देखते हैं कि X 0 के बराबर है c e c तो यह यहां पर एक ब्लॉक में है और X 1 के बराबर है d f d यह वहां दूसरे ब्लॉक में है इसलिए कोई संघर्ष नहीं है ठीक है सभी एक जैसे हैं d के लिए यदि यह b b है यानी यह ब्लॉक a a यह यह ब्लॉक है ठीक है पहला ब्लॉक तो फिर से यहां पर कोई संघर्ष नहीं है इसलिए d f का आगे कोई विभाजन संभव नहीं है ठीक है तो हम देखते हैं कि P2 से हम P3 प्राप्त करते हैं ये विभाजन हैं और आगे कोई विभाजन संभव नहीं है ठीक है तो जब भी यह Pk Pk माइनस 1 के बराबर है P3 P2 के बराबर है हम इसे रोक देते हैं और फिर समकक्ष ब्लॉक समकक्ष स्टेट क्या हैं यह यहां से a यहां से b c e और यहां से d f है तो 3 स्टेट वही चीज जो आपने देखी है क्या यह ठीक है P तो आपने मीली मॉडल उदाहरण देखा है और अब हम एक मूर मॉडल उदाहरण के साथ समाप्त करेंगे ठीक हम देखते हैं यह कैसे कार्य करता है जिसके लिए हमारे पास यह अलग सारणी है तो वर्तमान स्टेट अगला स्टेट और संबंध अब मूर मॉडल में X 0 के बराबर है और X 1 के बराबर है के लिए दो अलग आउटपुट नहीं होंगे है ना वहां वर्तमान स्टेट पर आधारित केवल एक आउटपुट होगा क्या यह स्पष्ट है मूर मॉडल का आउटपुट केवल स्टेट से उत्पन्न होता है ठीक मीली मॉडल वर्तमान स्टेट के साथ साथ वर्तमान इनपुट से तो इनपुट में अंतर X 0 के बराबर है या X 1 के बराबर है के कारण आउटपुट 0 या 1 हो सकता है तदनुसार आउटपुट स्टेज में आपके पास ऐसे दो कॉलम थे यह केवल एक कॉलम होगा क्या यह ठीक है

ऐसे हर इनपुट इसमें हर इनपुट के लिए हम अगली स्टेट देखेंगे कि क्या वह सामान ब्लॉक में है या अलग ब्लॉक में या नहीं है तो पहली स्थिति के लिए हम देखते हैं a b d यह विशेष ब्लॉक X 0 के बराबर है के लिए अगली स्टेट b a b है ठीक और b a b ठीक तो यह सभी पहले ब्लॉक के सदस्य हैं और अगला है X 1 के बराबर है के लिए यह e f c है यह सभी समान इस ब्लॉक के सदस्य हैं इसलिए इस विशेष स्थिति में कोई विभाजन की आवश्यकता नहीं है ठीक अब इसके बारे में क्या c e f यह विशेष ब्लॉक f f c f f c ये सभी इस ब्लॉक के सदस्य हैं और जबकि c e a c e इस ब्लॉक के सदस्य हैं लेकिन a दूसरे ब्लॉक का सदस्य है इसलिए यह अजीब है और यह अगली स्टेट अलग हो जाती है तो हमें एक विभाजन करना है अतः यह विभाजन है जो आप यहां देखते हैं f c a जो अलग कर दिया गया है तो अगला हम क्या करेंगे